इस सत्र में हम बायोक्लाइमेटिक एसेसमेंट और बिल्डिंग बायोक्लाइमेटिक चार्टस को देखेंगे दो प्रमुख घटक हैं जिन्हें हम देखेंगे पहले मैं आपको बायोक्लाइमेटिक एसेसमेंट की मूल बातों से परिचित कराऊंगा जैसे एक बायोक्लाइमेटिक चार्ट क्या होता है और इसे कैसे पढ़ें और कैसे बिल्डिंग बायोक्लाइमेटिक चार्टस को बनाएं और डिजाइन के लिए निष्कर्ष कैसे निकालें और अगले भाग मे मैं आपको एक सॉफ्टवेयर प्रदर्शन के माध्यम से ले जाऊंगा जहां विशिष्ट क्लाइमेट फाइलस पर काम करना होगा और उसके बाद हम देखेंगे कि बिल्डिंग डिजाइन के लिए निष्कर्ष कैसे निकालें पहले बायोक्लाइमेटिक चार्ट के बारे में है तो यह एक बहुत ही रोचक चार्ट है जो बनाया गया था हमने साइक्रोमेट्रिक चार्ट में नियमित थर्मल कम्फर्ट के लिए कंफर्ट जोन के बारे में बहुत बात की थी हमने अडैप्टिव कंफर्ट जोन के बारे में भी बात की थी इस विशेष बायोक्लाइमेटिक चार्ट में इसके एक्स अक्ष में सापेक्षिक आर्द्रता होती है और वाई अक्ष में ड्राई बल्ब तापमान और यह आराम क्षेत्र है बेशक यह क्षेत्र अलग अलग स्थान पर भिन्न होता है मूल रूप से इसे अमेरिका में विकसित किया गया था फिर आपके पास यहां कंफर्ट जोन है हम सत्र के बाद के भाग में और अधिक स्थान विशिष्ट चीजों को देखेंगे यहाँ एक कंफर्ट जोन है एक बार जब आप आगे दाएं ओर बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि सापेक्षिक आर्द्रता वास्तव में बहुत अधिक हो रही है फिर यह कहता हैं बहुत नम बाईं ओर यह बहुत सूखा है कंफर्ट जोन के ऊपर तापमान अधिक है आर्द्रता भी हल्की बढ़ रही है तो यह कहता है कि आपको अपने आप को आरामदायक रखने के लिए बेहतर वायु संचालन की आवश्यकता है जिसका अर्थ है कि आप इस बिंदीदार रेखा से चिह्नित बड़े कंफर्ट जोन में जा सकते हैं 1 मीटर प्रति सेकंड वायु वेग के साथ कहें आप इस सीमा के भीतर आरामदायक हो सकते हैं जैसे जैसे तापमान नीचे गिरता है और आपके पास ऊष्मा विकिरण होता हैं जो सूर्य से हो सकता है या कृत्रिम या यांत्रिक हो सकता है जैसे हीटर यदि आपके पास इतना विकिरण है उदाहरण के लिए 800 वाट प्रति मिनट वर्ग उपलब्ध है तो इस विशेष तापमान पर आप आरामदायक हो सकते हैं और इस तरह से कंफर्ट जोन बनाया जाता है इसके आगे यह असहनीय है यह एक सुधार किया हुआ बायोक्लाइमेटिक चार्ट है जो ज्यादातर संदर्भित किया जाता है यह विक्टर ओलग्य द्वारा प्रस्तावित किया गया था कंफर्ट जोन यहाँ है इस विशेष बिंदु से आगे छायांकन की आवश्यकता है लगभग इतनी लंबाई तक आपको भवन के लिए छायांकन की आवश्यकता होगी आप अपनी इमारत से संबंधित बहुत सारे दिलचस्प निष्कर्ष निकाल सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से यह बाहर के लिए है हम थोड़ी देर में भीतर के बारे में देखेंगे बाहर के लिए यह आराम क्षेत्र है और इसके आगे आपको छायांकन की आवश्यकता है आप पेड़ लगा सकते हैं आप कृत्रिम छायांकन भी लगा सकते हैं इस हिस्से में बहुत शुष्क हो जाता है यहां बहुत नमी है और इससे ऊपर आपको हवा की अच्छी गति की आवश्यकता है यहाँ एक रेखा है एक गहरी रेखा है जो कहती है कि यह हल्के काम के लिए एक सीमा है अगर आप छोटी गतिहीन गतिविधियों में शामिल हैं न की बहुत ज्यादा चयापचय दर वाली गतिविधियां तो यह वह सीमा होगी जिसके पार आपको शायद ऊष्माघात होगा या आप बहुत कष्टदायक महसूस करेंगे फिर इस विशेष बिंदीदार रेखा के ऊपर असहनीय हो जाता है तो यह वह जगह है जहाँ आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है यह वास्तव में बहुत गर्म और उमस भरा हो जाता है दूसरी तरफ यहाँ आपको छायांकन की आवश्यकता है और इस रेखा के नीचे आपको सूर्य चाहिए क्योंकि तापमान वास्तव में गिरा है यहां आपको सौम्य सूरज की आवश्यकता हो सकती है यहां आपको विकिरण की अच्छी मात्रा की जरूरत है और जब इससे भी अधिक तापमान नीचे गिर जाता है तब आपको और ज्यादा विकिरण की जरूरत होती है यह विशेष चीज मुख्य रूप से बाहरी वातावरण के संदर्भ में तैयार की गई थी इस साइक्रोमेट्रिक चार्ट में समान अवधारणा को लागू करते हैं यह साइक्रोमेट्रिक चार्ट चिन्हित नहीं है लेकिन आप यहाँ तापमान देख सकते हैं साथ ही आपके पास सापेक्षिक आर्द्रता की रेखाएँ यहाँ चल रही हैं और कंफर्ट जोन को संशोधित करने के लिए इस पर निष्क्रिय स्ट्रैटेजी को ओवरलैप किया गया है इनमें से कुछ सक्रिय स्ट्रैटेजी भी हैं इस चीज को हम टूल की मदद से और देखेंगे इसको शीघ्रता से देखते हैं तापमान में गिरावट आने के कारण यह फ़ारेनहाइट में है तो यदि तापमान नीचे गिरता है तो आपको पारंपरिक हीटिंग निष्क्रिय और सक्रिय सोलर हीटिंग की आवश्यकता होती है आंतरिक गर्मी लाभ भी मदद करेंगे यह एक वास्तविक कंफर्ट जोन है उदाहरण के लिए यदि आप इसे कंफर्ट जोन लेते हैं कंफर्ट जोन को गर्म मौसम में बढ़ाया जा सकता है यदि आपके पास ऐसी कुछ स्ट्रेटजी हों उदाहरण के लिए यह कहता है रात के वेंटिलेशन के साथ उच्च तापीय द्रव्यमान यदि आपके भवन का तापीय द्रव्यमान ज्यादा है तो यह विशेष आराम सीमा यहाँ तक बढ़ जाती है यहां तक कि अगर तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस के करीब है तो भी आप आराम महसूस कर सकते हैं या कोई व्यक्ति आरामदायक हो सकता है क्योंकि वह जिस विशेष इमारत में या जिस कमरे में रहता है उसमें उच्च तापीय द्रव्यमान है और रात में भी वेंटिलेटेड है इस बिंदु के बाद यह कहता है कि आपको पारंपरिक वातानुकूलन की आवश्यकता होगी इस तरह की अलग अलग रणनीतियाँ हैं जैसे सरल ऊष्मा लाभ छायांकन थर्मल द्रव्यमान आदि वाष्पशील शीतलन होता है यह शुष्क ताप है ताकि आप वाष्पशील शीतलन कर सकें यह ऊपर जाने पर काम नहीं करेगा क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ज्यादा नमी या ज्यादा वाष्प दबाव की वजह से वाष्पशील शीतलन काम नहीं करेगा फिर आपके पास उच्च तापीय द्रव्यमान है और एक सीमा के बाद इस रेंज की सीमा लेते हैं इससे परे आपको पारंपरिक वातानुकूलन या पारंपरिक शीतलन प्रणाली यांत्रिक प्रणाली की आवश्यकता होगी और किसी बिंदु के आगे जैसे की इस बिंदीदार रेखा के आगे आपको पारंपरिक उष्मन तंत्र की आवश्यकता होगी आप इस विशेष सीमा के बाद निष्क्रिय रणनीतियों के माध्यम से अपनी इमारत को ठंडा या गर्म करने में सक्षम नहीं है अब मैं आपको एक ऐसे टूल से परिचित कराने जा रहा हूं जिसे क्लाइमेट कंसलटेंट कहा जाता है यह फ्रीवेयर है और आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं इसके साथ काम करने के लिए बहुत सी मौसम डेटा फाइलें भी उपलब्ध हैं मैं इस टूल के उपयोग से जलवायु विश्लेषण करूंगा और केवल मौसम के आंकड़ों के आधार पर भवन संबंधी संदर्भों को प्राप्त करूंगा मैं इस विशेष सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके आपको प्रदर्शन करूंगा हम एक टूल पर नज़र डालेंगे जिसे क्लाइमेट कंसलटेंट कहा जाता है जो एक फ्रीवेयर है जैसा मैंने कहा था यह त्वरित जलवायु विश्लेषण और प्राथमिक निष्कर्ष निकालने या रणनीतियों का चयन करने के लिए बहुत उपयोगी है यह एकपहले प्रारूप की तरह है मैं कहूंगा कि यह आपको रणनीतियों की कार्य दक्षता नहीं देगा या वास्तव में किसी इमारत में रणनीतियों का प्रदर्शन कैसा होता है लेकिन यह आपको एक सामान्य समझ देगा कि ये विशेष रणनीतियाँ वास्तव में कितनी प्रभावी हैं यह क्लाइमेट कंसलटेंट है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आप क्लाइमेट कंसलटेंट के नाम से खोज करके इसे मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं इसका वर्तमान संस्करण 6 है यह बहुत से बदलावों से गुजरा है ये लोग खुद को हाल ही के आश्रय मानकों और कंफर्ट की सीमाओं से अपडेट कर रहे हैं क्लाइमेट कंसलटेंट आपके सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा ना कि आपके प्रोग्राम वाले फोल्डर में जब आप क्लाइमेट कंसलटेंट को खोलते है आपको इस तरह की स्क्रीन मिलेगी यह इमारत के प्रकार के लिए आपसे पूछेगा कि क्या यह आवासीय है या छोटी गैर आवासीय इमारत है मैंने आवासीय को चुना है और मैं एक मीट्रिक प्रणाली को प्राथमिकता दूंगा यह आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास पहले से ही जलवायु डेटा है आप उसे खोल सकते हैं या आप एक मौसम का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं ईपीडब्ल्यू का अर्थ है एनर्जी प्लस वेदर डाटा जिसका अर्थ है ऊर्जा और मौसम डेटा लगभग 35 भारतीय स्थानों का मौसम डेटा मुफ्त ऑनलाइन उपलब्ध हैं ISHRAE जो है इंडियन सोसायटी फॉर हीटिंग वेंटिलेशन रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंजीनियरस के पास यह विशेष रिपॉजिटरी है जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं यह आश्रय का भारतीय संस्करण है इंडियन सोसायटी फॉर हीटिंग वेंटिलेशन रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंजीनियरस तो उनकी वेबसाइट से आप इसे अपनी सी ड्राइव में डाउनलोड और स्टोर कर सकते हैं मैंने पहले ही कुछ डेटा डाउनलोड कर लिए हैं मैं बस पहले से मौजूद EPW फ़ाइल को क्लिक करके खोल दूंगा मेरे पास यहां मेरा मौसम डेटा है मेरे पास ये सभी डेटा यहां हैं मुझे कोई एक मौसम डेटा चुनने दें अभी के लिए मैं जैसलमेर को चुनूंगा यह एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है एक बार जब आप एक जलवायु स्थान चुन लेते हैं आपको इस तरह स्क्रीन पर एक जलवायु सारांश मिलता है जिसमें शीर्ष पर आपके पास महीने हैं फिर आपके पास अलग अलग मापदंडों का मासिक औसत सारांश है आपने शायद महोनी की टेबल Mahoneys tables के बारे में सुना या सीखा होगा निष्क्रिय डिजाइन की रणनीति के आकलन के लिए महोनी की टेबल Mahoneys tables एक प्राथमिक चीज है क्लाइमेट कंसलटेंट का यह विशेष टूल महोनी की टेबल के सिद्धांतों पर काम करता है और अंत में यह महोनी की टेबल से रणनीतियों के मिलने वाले सुझाव के समान सुझाव भी देता है यह संभवतः महोनी की टेबल के मूल्यांकन का एक कम्प्यूटेशनल संस्करण है महोनी की टेबल Mahoneys tables में आप खुद से इन मापदंडों को दर्ज करेंगे ग्लोबल हॉरिजॉन्टल के संदर्भ में विकिरण क्या है डायरेक्ट डिफ्यूज रेडिएशन ड्राइ बल्ब तापमान ओस बिंदु वर्षा वर्षा सापेक्षिक आर्द्रता हवा की दिशा और गति आपके पास जमीन का तापमान भी है इनमें से कुछ चीजें आप महोनी की टेबल में दर्ज करेंगे लेकिन यहां यह आपके लिए काम कर देता है फिर एक विशिष्ट मॉडल चुनने की बारी आती है यह विशेष रूप से अमेरिका के लिए है और इसके अलावा आपके पास 3 चीजें हैं जो हम आज देखेंगे पहला ASHRAE आराम मॉडल 55 मानक है जिसके बारे में हमने काफी बार बात की है ASHRAE मानक 55 जो मौलिक मॉडल की वर्तमान पुस्तक है या फिर आप 2005 के इसके पिछले संस्करण के साथ जा सकते हैं या आप अडैप्टिव कंफर्ट मॉडल के साथ जा सकते हैं पहले आइए हम मूल ASHRAE 55 मॉडल की वर्तमान पुस्तक पर एक नज़र डालें फिर हम अडैप्टिव मॉडल पर आएंगे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते रहे अगला विशेष चरण निश्चित रूप से डेटा को भरना है आपके पास बहुत सी चीजें हैं जो आप इनपुट कर सकते हैं या डिफ़ॉल्ट वैल्यू हैं जो पहले से ही वहां हैं इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं एक है कपड़ों का मूल्य इसमें सर्दियों के कपड़े हैं यह 1 क्लो वैल्यू है और गर्मियों में यह 05 क्लो वैल्यू है अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि दो क्लोथिंग इंसुलेशन मौजूद हों तो आप इसे इस तरह से छोड़ सकते हैं या अगर आप जैसे ऑफिस की जगह या निवास स्थान के लिए इसकी गणना कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको अलग अलग क्लोथिंग इंसुलेशन के मान की जरूरत नहीं है तो आप दोनों मौसमों के लिए एक ही मूल्य दे सकते हैं 08 या 1 जैसे ही आप इसको बदलते हैं कंफर्ट की ऊपर और नीचे की सीमाएं बदल जाती है उदाहरण के लिए कंफर्ट लोअर और कंफर्ट हायर परिवर्तित हो जाता है अगर मैं इसे बदल के 15 क्लो वैल्यू कर दूं आप ध्यान दें कि यह विशेष मूल्य बदलता है तो स्क्रीन में आप देखेंगे कि यह विशेष चीज बदल गई है अब मैं इसे 08 पर छोड़ रहा हूं और गतिविधि एक गतिहीन गतिविधि के लिए 11 या 12 हो सकती है और यदि आप रुचि रखते हैं तो आप थर्मल द्रव्यमान क्षेत्र को बदल सकते हैं जिसका अर्थ है कि कितना थर्मल द्रव्यमान प्रभावी होगा जैसे उच्च तापीय द्रव्यमान नाइट फ्लशिंग इन निष्क्रिय रणनीतियों में से कुछ की आप वास्तव में ऊपरी और निचली सीमा निर्धारित कर सकते हैं लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से यह खुद से लगभग सटीक गणना करता है लेकिन यदि आप वास्तव में आश्वस्त हैं और आपके पास सूत्र हैं तो कृपया करके बदलाव करें और देखें इस मॉड्यूल में मैं इन चीजों में कोई बदलाव नहीं करूंगा समय की कमी की वजह से मैं इसमें दिए हुए मानक मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा हूं चीजों का अगला सेट आपको एक जलवायु सारांश मिलेगा यह वास्तव में बहुत उपयोगी है यदि आप सलाहकार है तो आप इसका एक स्नैप शॉट ले सकते हैं या तो आप इसे JPEG छवियों के रूप में बाहर प्राप्त कर सकते हैं आप इसे त्वरित जलवायु सारांश के रूप में ग्राहक को दिखा सकते हैं यह वास्तव में मददगार है और मुफ्त भी है यदि आप छात्र है तो आप अपने जलवायु मूल्यांकन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं मैं थोड़ा सा इन संख्याओं को समझने और व्याख्या करने के तरीके को समझाऊंगा यहाँ प्रस्तुत ग्रे लाइन एक कंफर्ट सीमा है ये ऊपरी और निचली सीमा है यह एक सांख्यिकीय ग्राफ है बॉक्स एंड व्हिक्सर प्लॉट की तरह है तो आप जो यहां पाते हैं वह एक औसत मूल्य है और आपके पास ऊपरी और निचले चतुर्थक रेंज हैं साथ ही आपके पास प्रतिशत अधिकतम और प्रतिशत न्यूनतम है और फिर ये बिंदु आउटलियर हैं उदाहरण के लिए कहते हैं जैसलमेर में तापमान 46 डिग्री तक चला जाता है लेकिन यह बहुत कम बार होता है यदि आप औसत अधिकतम तापमान लेते हैं तो यह जून के महीने में 44 डिग्री के आसपास होता है आप ऊपर और नीचे के घंटों के प्रतिशत को भी निर्धारित कर सकते हैं आउटलियर एक सांख्यिकीय चीज की तरह है यह 99 प्रतिशतक है या यह 95 प्रतिशतक है तो यह बदला जा सकता है इसी तरह आपको ग्लोबल हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट नॉरमल और डिफ्यूज विकिरण के सारांश मिलेंगे और आपको प्रति घंटे ड्राई बल्ब टेंपरेचर वेट बल्ब मीन टेंपरेचर का सारांश भी दिखेगा आप जानते हैं कि यह फिर से गर्मी और सर्दी का कंफर्ट जोन है हमने दो अलग अलग आराम क्षेत्र नहीं बनाए हैं इसलिए हमें एक ही रेखा मिल रही है फिर आपको एक विवरण मिलता है वह क्या है सौर विकिरण आपके पास डायरेक्ट नॉर्मल विकिरण ग्लोबल हॉरिजॉन्टल और टोटल सरफेस विकिरण है इसमें कुछ दिलचस्प चीजें हैं आप वास्तव में सतह के झुकाव को बदल सकते हैं तो आप विभिन्न सतहों के लिए कुछ प्राप्त कर सकते हैं अभी झुकाव 00 है जिसका अर्थ है कि यह एक क्षैतिज सतह है तो कल्पना कीजिए कि मैं एक ऊर्ध्वाधर सतह चाहता था इसलिए मैं इसे 90 में बदल सकता हूं तब मुझे मिलेगा वहाँ क्या है ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडिएशन और साथ ही डायरेक्ट यदि आप घटाते हैं तो आपको डिफ्यूज रेडिएशन भी मिलेगा आपको 90 डिग्री के लिए सारांश मिलेगा जो लंबवत है एक बार जब आप एक ऊर्ध्वाधर कहते हैं तो अभिविन्यास किस तरफ है अब यह शून्य है जिसका अर्थ है कि यह दक्षिण है आप इसे बदल सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आप उत्तर दिशा चाहते हैं तो आप 180 डिग्री कहते है यह 90 डिग्री के लिए है तो यह अलग अलग हो सकता है और आप जमीनी परावर्तन को भी समायोजित कर सकते हैं यह 20 प्रतिशत घास के लिए है आप इसे बढ़ा या घटा सकते हैं आप प्रति घंटा औसत प्राप्त कर सकते हैं या आप एक दैनिक कुल प्राप्त कर सकते हैं सरल बात यह है कि यह ग्राफ ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज सतहों पर सौर विकिरण का आकलन करने के लिए वास्तव में मददगार होगा इस मौसम के डेटा में प्रकाश का डेटा उपलब्ध नहीं है कोई बात नहीं यह आकाश का कवरेज है फिर आपको हवा का वेग का भी चार्ट मिलेगा हम विंड रोज चार्ट को विस्तार से देखेंगे यह जमीन के तापमान के बारे में है अब हम सीधे इसे नहीं देख रहे हैं मैं इस पर तब आऊंगा जब हम ऊर्जा के बारे में बात करेंगे यह डेटा का सारांश है यह वास्तव में आपको सोलर शेडिंग देता है यह एक शेडिंग कैलकुलेटर प्रदर्शित कर सकता है जो समायोजित कर सकता हैं कि आपको किस मौसम में छायांकन की आवश्यकता है विशिष्ट शेडिंग डिजाइन और गणना की मैं दूसरे मॉड्यूल में चर्चा करूंगा लेकिन इसमें समायोजित करने का प्रावधान है और आप वास्तव में शेडिंग मास्क को बदल सकते हैं आप अवरोधों को भी निर्दिष्ट कर सकते हैं अवरोधों का अभिविन्यास क्या है और वे किस ऊंचाई पर है और यह धूप घड़ी के शंकु के बारे में है यह धूप घड़ी है आप इसके शंकु की ऊंचाई सेट कर सकते हैं और यह आपका सूर्य मार्ग है और आपके पास विभिन्न प्रकार के सारांश हैं जिनमें आप वाटरफॉल डेटा ले सकते हैं आप इसे विभिन्न मापदंडों के लिए रख सकते हैं फिर आप दैनिक औसत जो बहुत करीब है या मासिक औसत ले सकते हैं अब हम बायोक्लाइमेटिक एसेसमेंट या भवन के बायोक्लाइमेटिक चार्ट पर आएंगे जो इस मॉड्यूल में हम वास्तव में पढ़ना चाहते हैं पिछली चीजें आपके लिए सामान्य रुचि की हैं आप उनका उपयोग अपनी परियोजनाओं या अपनी डिजाइन परियोजनाओं के लिए जहाँ भी उचित हो उनका उपयोग कर सकते हैं लेकिन यह वास्तव में पूरे टूल का एक दिलचस्प हिस्सा है यह आपको एक विशिष्ट जलवायु स्थिति के लिए डिजाइन निर्णय लेने में मदद करता है यह साइक्रोमेट्रिक चार्ट है इसको देखने से पहले हम देखते हैं इस विशेष मॉड्यूल में क्या है यह कहता है कि भीतर में कितना प्रतिशत आरामदायक है कितना आरामदायक नहीं है यह पूछ रहा है कि क्या प्लॉट करना है भीतरी कंफर्ट या ड्राई बल्ब टेंपरेचर विभिन्न चीजें हैं तो पहले मैं भीतरी आराम लेता हूं मुझे एक कंफर्ट जोन मिलता है मैं प्रति घंटा मानों को प्लॉट कर सकता हूं जो मैंने किया है आपको यहां हरे रंग के बिंदु मिलते हैं प्रत्येक बिंदु एक घंटे को दर्शाता है आपके पास 8760 घंटे है मतलब 36524 एक वर्ष में 8760 घंटे है प्रत्येक घंटे तापमान बनाम आर्द्रता लिया जाता है मैंने आपको पिछले मॉड्यूलों में से एक में पहले इसी तरह ग्राफ दिखाए थे एक मौसम के एक विशेष दिन के एक विशेष समय को यह बिंदु दर्शाते हैं या फिर आप सिर्फ मासिक अधिकतम और न्यूनतम प्लॉट कर सकते हैं फिर जब आप प्रति घंटा डेटा कहते हैं तो आपके पास सभी घंटे हो सकते हैं जैसे 24 घंटे हैं या कुछ हम चुनिंदा घंटे ले सकते हैं कहते हैं कि आप एक भवन कार्यालय के लिए काम कर रहे हैं आप काम के घंटो को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक ले सकते हैं इसलिए बिंदुओं की संख्या कम हो गई है क्योंकि रात के समय का डेटा प्लॉट नहीं किया गया है इसलिए यदि आप इसे करीब से पढ़ते हैं तो यह 4015 घंटे है जो पूरे वर्ष में रोज के 8 से 6 बजे तक है जबकि यदि आप सभी घंटे कहते तो यह 8760 घंटे है यह पहली बात है फिर आप या तो सभी महीनों के लिए जा सकते हैं या आप कुछ महीनों को निर्दिष्ट कर सकते हैं इसलिए अगर मैं केवल जनवरी के लिए चाहता हूं तो मुझे सिर्फ 744 घंटे मिल रहे हैं जैसलमेर में जनवरी के महीने के लिए सिर्फ उन्हीं डेटा पॉइंट्स को प्लॉट किया गया हैं फिर आप डेटा को फिट कर सकते हैं अब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि इस ग्राफ़ का क्या अर्थ है यह एक साइक्रोमेट्रिक चार्ट है यहां ड्राई बल्ब टेंपरेचर है यहां आर्द्रता का अनुपात है फिर यहां सापेक्षिक आद्रता की रेखाएं हैं जो 10 से 100 संतृप्ति रेखा तक है फिर आपके पास निश्चित रूप से वेट बल्ब टेंपरेचर है यह नीली रेखा आराम को दर्शाती है यह नीला छायांकित क्षेत्र आराम को दर्शाता है वास्तव में यह कंफर्ट जोन विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है यह गतिविधि स्तर पर निर्भर करता है यह क्लॉथिंग इन्सुलेशन पर निर्भर करता है याद रखें कि हमने 12 का गतिविधि स्तर चुना था और 08 का क्लॉथिंग इन्सुलेशन चुना था अगर मैं इसे 15 क्लो वैल्यू या 05 क्लो वैल्यू में बदल देता हूं तो कम्फर्ट ज़ोन बाईं या दाईं ओर खिसक जाएगा याद रखें यह ASHRAE कम्फर्ट जोन के समान है जिसका मैंने पिछले मॉड्यूल में उल्लेख किया था यह विशेष रेखा वास्तविक सुविधा क्षेत्र है और बहुत सी अन्य रंग की रेखाएँ हैं आप इसे इससे संबंधित कर सकते हैं यह वास्तविक कंफर्ट जोन है जो मैंने आपको बताया था अगला खिड़कियों की सन शेडिंग है जो बैंगनी रंग से दर्शाया गया है यह खिड़कियों की सन शेडिंग है मैंथोड़ी देर में इस बारे में विस्तार से बताऊंगा नारंगी रंग की लकीरों का एक सेट है जो एक उच्च थर्मल द्रव्यमान दर्शाती है यहां यह रेखा है जिसपर संख्या भी दी गई है है संख्या 3 और 4 यह विशेष रेखा उच्च थर्मल द्रव्यमान की प्रभावशीलता को दर्शा रही है यदि आपके बिल्डिंग एनवेलप में उच्च थर्मल द्रव्यमान है हम आगे आने वाले मॉड्यूल में थर्मल मास और थर्मल थर्मल क्षमता की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे लेकिन अगर हम उच्च थर्मल द्रव्यमान का उपयोग कर रहे हैं जिसका अर्थ है कि यह एक विशाल निर्माण है तो यह बहुत अधिक गर्मी धारण करने में सक्षम है इसके पास हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी तो इस सीमा के भीतर इसकी प्रभावशीलता दिखाई जाती है इस क्षेत्र में उच्च थर्मल द्रव्यमान प्रभावी होगा इससे परे यह प्रभावी नहीं होगा नाइट फ्लशिंग के साथ उच्च थर्मल द्रव्यमान है नाइट फ्लशिंग का अर्थ है रात में हवादार होना आप रात के दौरान खिड़कियां खोलते हैं अगर शाम को 7 या 8 बजे के आसपास आप ठंडी हवा को अंदर आने देते हैं यह पूरी इमारत को ठंडा कर देती है यह एक युग्मन है जो थर्मल मास के बीच होता है यह वेंटिलेशन के साथ थर्मल मास का युगल है जहां वेंटिलेशन कन्वेकटिव कूलिंग की मदद से थर्मल मास को ठंडा करता है और दिन में आप खिड़कियां बंद रखते हैं जो गर्म हवा को रोकता है कन्वेकटिव ऊष्मा लाभ से बचाव होता है जबकि कन्वेकटिव ऊष्मा हानि का उपयोग किया जाता है इस तरह थर्मल मास की प्रभावशीलता 40 डिग्री तक बढ़ जाती है यह क्षेत्र संख्या 4 द्वारा दर्शाया गया है फिर आपके पास डायरेक्ट इवेपरेटिव कूलिंग है बेशक आपके शुष्क मौसम के दौरान ही ईवैपोरेटिव कूलिंग काम आती है तो यह विशेष रेखा डायरेक्ट ईवैपोरेटिव कूलिंग की प्रभावशीलता को दर्शाती है भवनों के आसपास के जल निकायों द्वारा इवेपरेटिव कूलिंग हो सकती है उदाहरण के लिए आप क्लासिक उदाहरण के बारे में जानते ही हैं जो लोग देते हैं डायरेक्ट ईवैपोरेटिव कूलिंग इस विशेष क्षेत्र में बहुत प्रभावी है जहां तापमान होता है और सापेक्षिक आर्द्रता साथ ही आर्द्रता अनुपात आमतौर पर कम होता है आप जानते हैं कि अगर हवा में उमस बहुत कम है फिर डायरेक्ट ईवैपोरेटिव कूलिंग की प्रभावशीलता ज्यादा होगी फिर हमारे पास दो चरण ईवैपोरेटिव कूलिंग है जो थोड़ी सी उच्च आद्रता के लिए काम करता है फिर आपके पास प्राकृतिक वेंटिलेशन कूलिंग है बस अगर आपके पास क्रॉस वेंटिलेशन के लिए अच्छे प्रावधान है आपका भवन प्राकृतिक रूप से हवादार है तब इस क्षेत्र में प्रभावशीलता निहित है उदाहरण के लिए यह 30 डिग्री तापमान और लगभग 40 50 प्रतिशत सापेक्षिक आद्रता है इस विशेष क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से वेंटीलेशन प्रभावी है फिर आपके पास इस तरह की और रणनीतियाँ हैं जैसे आगे आपके पास निष्क्रिय डायरेक्ट सौलर हीट का लाभ है एक ठंडी जलवायु में या ठंडे मौसम में यह आराम क्षेत्र है यह दसवां जोन या रणनीति है इस बिंदु तक निष्क्रिय डायरेक्ट सौलर हीट लाभ बहुत प्रभावी या कुशल है इसके बाद अगर आपके भवन की थर्मल कैपेसिटी ज्यादा है और उसमें निष्क्रिय डायरेक्ट सौलर हीट लाभ भी है जैसे उसमें दक्षिण की तरफ बड़ी कांच वाली खिड़कियां है और भवन का थर्मल मास भी ज्यादा है तो इस बिंदु तक आप आरामदायक हो सकते हैं मतलब इस विशेष बिंदु तक प्रभावशीलता फैलती है फिर आपके पास आर्द्रीकरण निरार्द्रीकरण है इसके अलावा आपके पास शीतलन और निरार्द्रीकरण है यह यांत्रिक है अब हम देखते हैं कि जैसलमेर जैसी जगह के लिए क्या काम करता है और क्या नहीं जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सारे घंटे सारे महीने लिए हैं मैंने किसी मौसम या समय को अलग नहीं किया है यह पूरे वर्ष का डाटा है इसमें एक प्रावधान है जिससे सिर्फ सबसे अच्छी रणनीतियां दिखाई देती है और बाकी अलग रहती है या फिर आप सारी एक साथ भी देख सकते हैं हम एक एक करके रणनीतियों को देखते हैं यह कंफर्ट जोन है जिसमें लगभग सारे बिंदु लाल रंग के हो गए हैं मतलब सिर्फ 12 आरामदायक हैं 118 मतलब 8760 घंटों में से 1034 घंटे ही आरामदायक है आप सिर्फ 12 समय के लिए कंफर्ट जोन के भीतर हो सकते हैं यहां सन शेडिंग नहीं दिखाई गई है क्योंकि यह हवा के तापमान बनाम आद्रता का चार्ट है यह विकिरण के हिस्से पर गौर करता है यह निष्क्रिय रणनीतियों में जुड़ता नहीं है कंफर्ट जोन है और बिंदु हरे हैं बाकी सब बिंदु लाल है मतलब पूरे साल का 88 समय आरामदायक नहीं है पहले हम पहली रणनीति को देखते हैं यह उच्च थर्मल द्रव्यमान है इस पर क्लिक करते ही एक नया क्षेत्र जुड़ जाएगा यह 7 से बढ़ जाता है मतलब 635 घंटे और जुड़ जाते हैं तो अब 12 के बजाय कंफर्ट का मूल्य 19 तक बढ़ गया है तो अगर आपके भवन का थर्मल भार ज्यादा है आप भारी भरकम दीवारें उपयोग कर रहे हैं या ट्रॉम्बे दीवार प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन को 19 तक सुधार सकते हैं अगर यह भवन 24 घंटे तक उपयोग में रहता है इस बात का ध्यान रखें कि यह 24 घंटे उपयोग होने वाली बिल्डिंग है अगली रणनीति पर चलते हैं जो है उच्च थर्मल द्रव्यमान रात्रि वेंटिलेशन के साथ अब यह पूरा क्षेत्र कंफर्ट के अंदर आता है 12 और जुड़ जाता है कुल 24 समय आरामदायक हो जाता हैं हम इस रणनीति को फ्रीज कर देते हैं क्योंकि यह उसका सब सेट है तो मैं बस इसको साथ में रख रहा हूं जल्दी से देखते हैं अगर आप सिर्फ प्राकृतिक रूप से वेंटीलेशन रखते हैं और कुछ डिजाइन की वजह से ज्यादा थर्मल मास नहीं ले सकते तो आप सिर्फ उचित क्रॉस वेंटीलेशन रखते हैं तो आप चार प्रतिशत तक जोड़ सकते हैं तो 12 और 4 कुल 16 समय के लिए कंफर्टेबल रहेंगे और बाकी समय के लिए कष्टदायक आपके पास पंखे के उपयोग से भी वेंटिलेशन है जो थोड़ा कम है मैं उच्च थर्मल द्रव्यमान और रात्रि वेंटीलेशन ले रहा हूं यह गर्मी की तरफ था फिर ठंडी की तरफ आपके पास निष्क्रिय सोलर डायरेक्ट हीट लाभ है जो दसवें जोन में है सर्दियों के मौसम में यह 235 घंटे या तीन प्रतिशत और जोड़ देता है या फिर आप अगर निष्क्रिय सोलर डायरेक्ट हीट लाभ और उच्च थर्मल द्रव्यमान एक साथ लेते हैं तो यह भी सर्दियों में प्रभावी होगा तो आप और 918 घंटे जोड़ रहे हैं जो लगभग 10 के आसपास है 105 प्रतिशत है तो इस भवन या घर में रहने वाले लोगों के लिए कुल 34 कंफर्ट हो गया है पूरे साल के 34 प्रतिशत समय के लिए आरामदायक होंगे या फिर कहें 8760 घंटों में से 2987 घंटों के लिए लोग आरामदायक होंगे फिर क्या होता है 66 आरामदायक नहीं है हम निरार्द्रीकरण आजमा सकते हैं जो यहां काम करेगा यह पूर्ण रूप से यांत्रिक नहीं होता है आपके पास अवशोषक निरार्द्रीकरण यंत्र भी होते हैं जिनके इस्तेमाल से कंफर्ट को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं यह थोड़ा सा ही बढ़ता है लगभग 79 घंटे आर्द्रीकरण यहां काम नहीं करेगा फिर उसके बाद कूलिंग और निरार्द्रीकरण जो 52 घंटों के लिए चाहिए रहता है और आपको 14 कष्टजनक घंटे मिलते हैं अगर मैं आपको कहता हूं सबसे अच्छी रणनीतियां दिखाओ तो इसमें आप कुछ रणनीतियों को जोड़ देते हैं जिससे कष्टदायक का प्रतिशत शून्य हो जाए तो वह क्या रणनीतियां हैं इसमें देखते हैं इसने दो चरण वाष्पशील शीतलन प्राकृतिक वेंटिलेशन आंतरिक गर्मी लाभ निष्क्रिय डायरेक्ट सोलर हीट लाभ निरार्द्रीकरण कुछ समय उपयोग करने के लिए सलाह दी है यह चयन सिर्फ एक अनुकूलतम सेट है इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य रणनीतियां काम नहीं करेंगी यह अनुकूलतम चयन है ताकि रणनीतियां दोहराई ना जाए लेकिन फिर भी 46 समय के लिए या 4000 घंटों के लिए आपको वातानुकूलन शीतलन और निरार्द्रीकरण की जरूरत होगी आमतौर पर आपको वातानुकूलन प्रणाली की आवश्यकता होगी यह 24 घंटे उपयोग होने वाले भवन के लिए है अब अगर यह भवन सिर्फ कुछ समय के लिए उपयोग होता है जैसे सुबह 800 से शाम के 600 बजे तक मतलब यह भवन दिन में उपयोग होता है अब हम फिर से देखते हैं यह रणनीतियां कैसे काम कर रही हैं अब सिर्फ 4015 घंटे हैं जिसमें से 13 आरामदायक है उच्च थर्मल द्रव्यमान 15 जोड़ देता है उच्च थर्मल द्रव्यमान के साथ नाइट फ्लशिंग 22 जोड़ देती है अगर आप इसकी पहले वाले से तुलना करें तो पहले आपको 12 14 प्रतिशत के आसपास मिला था अब हमें 223 मिल रहा है लगभग 895 घंटे हमें कंफर्ट मिल रहा है तो जोड़ने के बाद 35 कंफर्ट मिल रहा है और 65 कष्ट जनक है दूसरी रणनीतियां जैसे निरार्द्रीकरण ज्यादा कामगार नहीं है सिर्फ 17 घंटे जोड़ती है और आंतरिक गर्मी लाभ 11 तक जोड़ देता है आप निष्क्रिय डायरेक्ट लाभ भी ले सकते हैं लेकिन वह प्रभावी नहीं है यह मदद करता है लेकिन यह आंतरिक गर्मी लाभ के साथ ओवरलैप करता है बचे हुए घंटो के लिए शीतलन और निरार्द्रीकरण की ज़रूरत होगी बेहतरीन रणनीतियों में यह आंतरिक गर्मी लाभ सुझा रहा है यह निरार्द्रीकरण के साथ दो चरण वाष्पशील शीतलन भी बता रहा है अब यदि इमारत में रात के 900 बजे से सुबह 600 बजे तक का उपयोग हो रहा है तो फिर रणनीतियों का क्या होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं मैं सभी रणनीतियों को हटा रहा हूं सन शेडिंग की आवश्यकता नहीं है तो यह अपने आप हट गया लगभग 11 प्रतिशत ज्यादा थर्मल मास की वजह से आरामदायक है यह 15 प्रतिशत या सिर्फ 11 घंटे जोड़ता डायरेक्ट इवेपरेटिव कूलिंग कुछ जोड़ती है दो चरण ईवैपोरेटिव कूलिंग प्राकृतिक वेंटिलेशन आंतरिक गर्मी लाभ कुछ मदद करता है आप निरार्द्रीकरण भी चुन सकते हैं निश्चित रूप से आद्रीकरण से कोई मदद नहीं मिलेगी शीतलन और निरार्द्रीकरण 52 समय के लिए रखते हैं यदि आप सर्वोत्तम रणनीतियों को देखते हैं तो यह सुझाव दे रहा है निष्क्रिय डायरेक्ट सोलर हीट लाभ और उच्च तापीय द्रव्यमान 25 प्रतिशत प्रभावशील है क्योंकि रात के समय में वास्तव में ठंड हो जाती है आंतरिक ऊष्मा का लाभ और 24 प्रतिशत की मदद करता है दो चरण ईवैपोरेटिव कूलिंग और प्राकृतिक वेंटिलेशन कूलिंग भी मामूली रूप से फायदेमंद है और लगभग 42 प्रतिशत समय या 1538 घंटों के लिए आपको शीतलन और निरार्द्रीकरण की आवश्यकता होती है ज्यादातर यांत्रिक प्रणालियों की आवश्यकता होती है तो यह विशेष रूप से बिल्डिंग बायोकैमैटिक चार्ट के बारे में है कि आप कैसे निष्कर्ष निकालते हैं यह इसका पहला चरण है और इसी तरह यदि आप केवल एक विशिष्ट मौसम के लिए चाहते हैं यदि सभी महीने के लिए नहीं केवल कुछ चुनिंदा महीनों के लिए चाहते हैं जैसे आप जनवरी का महीना लेकर अनुमान लगाना चाहते हैं अब ये चीजें उपयोगी नहीं हैं तो आपको ठंडी तरफ हाई थर्मल मास की आवश्यकता नहीं है यदि आप आंतरिक रूप से गर्मी लाभ प्रदान करने में सक्षम हैं निष्क्रिय सौलर डायरेक्ट हीट और हाई थर्मल मास के साथ तब आप जनवरी में 100 प्रतिशत आरामदायक होंगे अगर आप यह जांचने के लिए सोच रहे हैं कि मई और जून के महीने में क्या होता है इसका यह पहलू किसी भी तरह से मदद नहीं करता है आप हाई थर्मल मास का विकल्प चुन सकते हैं लेकिन फिर भी आपको कुछ उमस भरा समय मिलेगा आइए देखते हैं कि दिन के समय क्या होता है इसे सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक डेटा बिंदु यहां हैं हाई थर्मल मास के साथ नाइट फ्लशिंग मामूली सुधार देता है डायरेक्ट इवेपोरेटिव कूलिंग भी कुछ लाभ दे रहा है अगर आप सबसे अच्छी रणनीतियों को देखते हैं समय के अधिकांश भाग के लिए लगभग 94 प्रतिशत या 671 में से 630 घंटे आपको 100 प्रतिशत आरामदायक होने के लिए शीतलन और निरार्द्रीकरण की आवश्यकता है संक्षेप में यह विशेष तरीका आपको यह चुनने में मदद करता है कि कौन सी विशेष रणनीति निष्क्रिय रणनीति फायदेमंद है और किस सीमा के बाद आपको सक्रिय प्रणालियों के लिए जाने की आवश्यकता है यह एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो सकता है या यह आर्द्रीकरण या निरार्द्रीकरण प्रणाली हो सकती है इसके अलावा आप मानदंड बदल सकते हैं यहां पर हमने यह सब पढ़ लिया है हमने तापमान सीमा देखी हमने आकाश आवरण देखा सूर्य चार्ट देखें और अब हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट देखेंगे अगर आप मानदंड बदलना चाहते हैं आप क्लॉथिंग इंसुलेशन या गतिविधि का स्तर बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं मैं इसे जल्दी से 15 क्लोथिंग इंसुलेशन में बदल रहा हूं फिर मैं पुनर्गणना करता हूं तो मेरी कंफर्ट सीमाएं बदल जाती है मैं थोड़ा गतिविधि स्तर भी बढ़ा रहा हूं सिर्फ गणना करने के लिए अब आप सीधा साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर जा सकते हैं अगर आप कंफर्ट जोन देखते हैं तो यह पहले वाले से थोड़ा बाई ओर खिसक गया है कंफर्ट जोन में बहुत कम क्षेत्रफल होगा क्योंकि आपने बहुत ताप रोधक कपड़े पहने हैं और आपका गतिविधि स्तर भी ज्यादा है तो आरामदायक होने के लिए आपको ठंडी स्थिति चाहिए अब हम क्लोथिंग इंसुलेशन और गतिविधि स्तर को कम कर रहे हैं फिर हम पुनर्गणना पर क्लिक करते हैं वैसे भी यह गणना खुद से ही कर लेता है पुनर्गणना स्वचालित है अब कंफर्ट जोन दाईं ओर खिसक गया है और इसका क्षेत्रफल भी कम हो गया है तो इस तरह से कंफर्ट जोन बदला जा सकता है मैं वापस डिफॉल्ट वैल्यू बदल रहा हूं 08 और 08 जो हमने पहले देखी थी यहां हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट है अब आप कंफर्ट मॉडल भी बदल सकते हैं आप आश्रय 55 को देख रहे हैं आप पहले वाला कंफर्ट मॉडल भी लगा सकते हैं यह आपको बताएगा कि क्या मुख्य और लघु बदलाव हुए हैं आप अडैप्टिव कंफर्ट मॉडल भी चुन सकते हैं अडैप्टिव कंफर्ट मॉडल चुनने के बाद मैं वापस साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर आता हूं आप यहां ध्यान देंगे कि यहां आप किसी रणनीति पर क्लिक नहीं कर सकते हैं कुछ काम नहीं करेगा यह सिर्फ एक सीमा बताता है जो इसमें 20 डिग्री से 31 315 डिग्री तक जा रही है यह कंफर्ट है इस पूरे जोन में आप आरामदायक हो सकते है लेकिन इस जोन में आरामदायक होने के लिए बहुत सारी रणनीतियों की जरूरत हो सकती है यह व्यक्तिगत अनुकूलन हो सकता है यह वेंटिलेशन को खोलना बंद करना या सुधारना हो सकता है या फिर भवन की ही कोई रणनीति हो सकती है लेकिन इस सीमा में आरामदायक हो सकते हैं तो अगर आप सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि अडैप्टिव कंफर्ट की सीमा क्या है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे आप इससे कोई डिजाइन निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि कुछ विशेष रणनीतियों की वजह से एक व्यक्ति यहां पर आरामदायक महसूस करेगा यही अडैप्टिव कंफर्ट मॉडल का अर्थ है इस चार्ट की मदद से अडैप्टिव मोड में आप डिजाइन मापदंड को चुन नहीं सकते हैं वापस पहले वाली जगह पर आते हैं अब अगला कदम यह आपको कुछ सुविधाजनक जानकारी देगा यह रणनीतियों की सूची देता है जो बहुत मददगार होंगी उदाहरण के लिए अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक चित्र मिलता है जिसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यह बहुत मददगार है और आप इसे अपनी बिल्डिंग में अपना सकते हैं यह क्लाइमेट कंसलटेंट के पिछले दो तीन संस्करण में ही आया है यह 2030 वेबसाइट से भी जोड़ देता है जहां वास्तविक मामलों का अध्ययन है कल्पना कीजिए आप अपने कॉलेज में एक डिजाइन परियोजना पर काम कर रहे हैं या आप अपने ग्राहक को कुछ दिखाना चाह रहे हैं कि यह विशेष रणनीति उसके लिए काम आएगी तब आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और वेबसाइट पर ले जाकर जरूरी जानकारी और अध्ययन दिखा सकते हैं तो कॉपी पेस्ट के अलावा यह बहुत सुविधाजनक जानकारी है बहुत सारी रणनीतियां है आमतौर पर घर कैसे बनाए जाते थे थर्मल मास और उसका उपयोग वनस्पतियों का उपयोग हर चीज के लिए आपके पास अध्ययन और लिंक है यह रेडियंट अवरोध प्रदान करने के बारे में है आप इसे पढ़ सकते हैं अभी कुछ चित्र बनाना बाकी है यह कहता है लंबे संकीर्ण बिल्डिंग फ्लोर प्लान यह परिधि और क्षेत्रफल के अनुपात और सतह क्षेत्रफल और आयतन के अनुपात के बारे में है यह वेंटिलेशन के बारे में है आप इनको और पढ़ सकते हैं किस तरह की छत होनी चाहिएक्या काम करेगा क्या नहीं करेगा फिर यह आपको सारांश की तरफ ले जाएगा और यह विंड रोज डायग्राम है यहां विंडरोज डायग्राम है हमने जो पहले विंडरोज डायग्राम देखा था वह इससे अलग था इस चार्ट में तापमान आर्द्रता और घंटों की अवधि के बारे में भी जानकारी है इसमें न्यूनतम अधिकतम और औसतन तापमान हैं यह तापमान सीमा दिखाता है जो शून्य से कम से शुरू होती है और 38 डिग्री के ऊपर जाती है यह तापमान सारांश है फिर आपके पास सापेक्षिक आद्रता का सारांश है यह रंग कोड आपको बताते हैं कि हवा में नमी है या वह शुष्क है और यह आंतरिक चीजें आपको वायु वेग और वायु की दिशा देती हैं उसी तरह से साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर बिल्डिंग बायोक्लाइमेटिक एसेसमेंट हम कुछ घंटे चुन सकते हैं या हम सारे घंटे ले सकते हैं महीने भी चुन सकते हैं जैसे जनवरी यह आपको सिर्फ जनवरी के लिए दिखाएगा और अगर आप सभी महीनों का देखना चाहते हैं तो यह आपको सारांश दिखा देगा इसके अलावा आप एक छोटा एनिमेशन भी चला सकते हैं जो महीने के महीने बदलता रहेगा जैसे जनवरी फरवरी मार्च यह एक आसान एनिमेशन करता है आप दैनिक एनिमेशन भी कर सकते हैं 1 दिन के लिए यह चलता रहता है आप स्नैपशॉट ले सकते हैं जो काफी काम आएंगे अब इस विंडरोज चार्ट को पढ़ते हैं यह आपको न्यूनतम औसतन और अधिकतम और अवधि देता है घंटों की संख्या यहां दिखाई गई है यह आपको घंटों की संख्या प्रतिशत और दिशा दिखाएगा यह एक विस्तृत चार्ट है यह सिर्फ विंडरोज चार्ट नहीं है इसमें तापमान और आर्द्रता की जानकारी भी है एक सारांश क्लाइमेट चार्ट के रूप में यह डिजाइन परियोजनाओं में काफी उपयोगी होगा इसके अलावा आप खुद अपना प्लॉट बना सकते हैं आप एक्स और वाई अक्षरेखा सेट कर सकते हैं जो निचली और बाएं या दाएं हाथ की अक्षरेखा होती है फिर आप अपने चित्र प्लॉट कर सकते हैं अब वापस आते हैं आप इस को सेव करना चाहे तो सेव कर सकते हैं लेकिन तुलना और विपरीत करने के लिए हमने इस साइक्रोमेट्रिक चार्ट को देखा था हमने कुछ मुमकिन रणनीतियां देखी जो काम आएँगी हमने निष्क्रिय गर्मी लाभ देखें मैं वापस पूरे घंटे और पूरे महीनों को चुन रहा हूं यह सब रणनीतियां है यह जैसलमेर की जलवायु के लिए अगर आप जल्दी से तुलना करना चाहते हैं यह पूछ रहा है कि आप इसे सेव करना चाहते हैं कि नहीं मैं सेव नहीं कर रहा हूं अगर आप इस मौसम को ठंडी जलवायु जैसे श्रीनगर से तुलना करना चाहते है उसी तरह से मैं इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दूंगा मैं बस एक कंफर्ट मॉडल सेलेक्ट कर रहा हूं और तुलना के लिए मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि सारी चीजें उसी तरह से सेट हो जैसे पहले थी निश्चित रूप से जलवायु अब ठंडी होगी जिस वजह से क्लोथिंग इंसुलेशन थोड़ा ऊपर जाएगा साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर चलते हैं यह साइक्रोमेट्रिक चार्ट है डाटा का काफी हिस्सा ठंड की तरफ है उदाहरण के लिए इस क्षेत्र में हाई थर्मल मास और नाइट फ्लशिंग प्रभावशाली नहीं है इसके बिना भी आप जा सकते हैं आपको लागत लाभ विश्लेषण करना होगा और देखना होगा कि कौन सा फायदेमंद है लेकिन यहां आंतरिक गर्मी लाभ और निष्क्रिय सोलर गर्मी लाभ काफी लाभदायक है इसके अलावा 24 घंटे के लिए चालू बिल्डिंग में निरार्द्रीकरण भी उपयोगी हो सकता है उदाहरण के लिए अगर आप की बिल्डिंग सिर्फ रात में उपयोग होती है रात के 800 बजे से सुबह 600 बजे तक इनमें से बहुत सी रणनीतियां निरर्थक हो जाती हैं अधिकांश रणनीतियां जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बाएं हाथ पर है जिसमें प्राकृतिक वेंटिलेशन 9 घंटे के लिए है ज्यादातर कंफर्ट आपको हाई थर्मल मास के माध्यम से निष्क्रिय सोलर गर्मी लाभ से मिलता है अगर आप तुलना करें यह वह है जो वर्नाक्यूलर बिल्डिंग पहले से कर रही थी उनके पास थर्मल मास ज्यादा था उनके पास बड़ी खिड़कियां थी और उनमें दक्षिणी तरफ से गर्मी के लाभ में सुधार किया जाता था आंतरिक गर्मी लाभ भी उपयोगी हो सकता है सर्वोत्तम रणनीतियों को देखते हैं यह कहता है कि अगर जरूरत हो तो आप ज्यादा थर्मल मास रख सकते हैं इससे परहेज भी रखा जा सकता है आंतरिक गर्मी लाभ भी उपयोगी है या फिर आप सिर्फ निष्क्रिय डायरेक्ट सोलर गर्मी लाभ रख सकते हैं इसमें भी आप 100 आरामदायक महसूस करेंगे तो यह क्लाइमेट कंसलटेंट सॉफ्टवेयर टूल के बारे में सब कुछ है इस सत्र में हमने दो मुख्य चीजों को देखा पहली थी बायोक्लाइमेटिक असेसमेंट की बुनियादी बातें उसके बाद हमने क्लाइमेट कंसलटेंट टूल को देखा जहां हमने कुछ काम के उदाहरण देखें विभिन्न जलवायु को प्रदर्शित किया और देखा कि मुख्य निष्क्रिय रणनीतियां क्या है और वो कैसे काम करती हैं Thank you धन्यवाद